हेलो आप सबका हमारे एनपीटेल कोर्स मूल्यपरक भाषा विज्ञान एक नया नज़रिया में स्वागत है यहाँ हम वाक्य रचना के बारे में बात कर रहे थे इससे पहले कि हम सिन्टैक्टिक टाइपोलॉजी क्या है समझने के लिए आगे बढ़ें हम सिंटैक्स की मूल बातें के बारे में सोच रहे थे अगर मुझे सही ढंग से याद हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमने क्या चर्चा की है हम सभी और एकमात्र कसौटी के बारे में बात कर रहे थे जो वाक्य रचना पर केंद्रित है इसलिए यहां मामला यह है कि जब आप किसी भी भाषा में वाक्य संरचनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कुछ नियमों का पता लगाने की आवश्यकता है जो उस भाषा के सभी व्याकरणिक या स्वीकार्य निर्माणों की व्याख्या कर सकते हैं सभी व्याकरणिक रूप से सही निर्माण को सिंटैक्टिक सिद्धांतों के माध्यम से समझाया जा सकता है और दूसरा क्या है दूसरा "एक" ही है तो वाक्यात्मक सिद्धांत केवल व्याकरणिक रूप से सही निर्माण की व्याख्या कर सकते हैं यदि आप मुझे एक अस्वीकार्य निर्माण या एक अनियंत्रित निर्माण देंगे तो सिन्टैक्टिक सिद्धांत यह समझाने के लिए ठीक होगा कि यह गलत क्यों है लेकिन ऐसा कोई उपकरण नहीं है जिसके द्वारा आप वास्तव में दावा कर सकते हैं कि यह सही है क्योंकि मेरा सिद्धांत इसका समर्थन करता है वास्तव में नहीं यह इस तरह से काम नहीं करता है तो यह वही है जो सभी और केवल कसौटी या सिद्धांतों के बारे में है या नियम सभी व्याकरणिक रूप से सही घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं और केवल व्याकरणिक रूप से सही घटनाओं को सिंटैक्टिक सिद्धांतों द्वारा पुष्ट किया जा सकता है फिर हमने चर्चा की कि गहरी संरचना क्या है सतह संरचना क्या है और फिर इन्वर्टेड़ वाई मॉडल कैसे काम करता है यदि आप इस आरेख को यहां देखते हैं तो डी संरचना है तो यहाँ परिवर्तन नियम लागू होता है फिर सतह संरचना और फिर यह पीएफ में जाता है जो फोनेटिक फ़ॉर्म है और जो कि एलएफ तार्किक रूप है तो यह जो हमारे पास है वह उलटा वाई मॉडल जैसा दिखता है तो डी एस पीएफ और एलएफ अब हमारे लिए चिंता की बात यह है कि सिंटैक्टिक सिद्धांत अद्भुत हैं क्योंकि कुछ लेक्सिकल वस्तुओं के दिए गए सेट के साथ आप वास्तव में बहुत लंबे वाक्य बना सकते हैं भाषा के माध्यम से सभी अभिव्यक्तियों को केवल एक मुट्ठी भर अनुभवजन्य डेटा के साथ बनाया जा सकता है जो आपके पास है या आपके पास केवल एक मुट्ठी भर लेक्सिकल आइटम हैं तो यह कैसे काम करता है मानव संचार प्रणाली को ध्यान में रखे तो यह बहुत जटिल है और फिर आप इतने सारे शब्दों वाक्यांशों और वाक्यों का उपयोग करते हैं यह कैसे काम करता है या फिर यह असीमित चीज़ आपके पास जो शब्दावली के सीमित सेट है उसके साथ कैसे आती है यह वह उदाहरण है जब सिन्टैक्स मददगार साबित होता है और सिर्फ यह एक तरीका है अन्यथा वाक्य रचना भी समान और संरचनात्मक रूप से समझने में सहायक है कि अस्पष्ट वाक्यों को कैसे पार्स किया जा सकता है या समझा जा सकता है जब आप संरचनात्मक अस्पष्टता कहते हैं तो आपको यह पता लगाने की आवश्यकता है कि अन्डर्लाइंग रीप्रेज़न्टैशन के बीच संरचनात्मक अंतर दिखाने के लिए कैसे सिंटैक्टिक विश्लेषण सक्षम होना चाहिए अस्पष्टता को दूर करने के लिए या यह समझने के लिए कि यहां अस्पष्टता है वाक्यगत विश्लेषण आपकी सहायता करेगा मैंने जो उदाहरण दिया है वह यह है की छाता खोलते समय मैंने अपने मित्र को देखा यहां दो अलग अलग व्याख्याएं हैं आपने अपने दोस्त को तब देखा जब वो छाता खोल रही थी या आपने अपने दोस्त को तब देखा जब आप छाता खोल रहे थे छाता कौन खोल रहा था वाक्य में यह एक अस्पष्टता है ऐसे मामलों में वाक्यात्मक विश्लेषण आपकी मदद करने वाला है जब आप अलग वाक्यांश के रूप में कहते है की "मैंने अपने दोस्त को छाता खोलते सं देखा" तो यह एक अलग अर्थ देता है और मैंने अपने दोस्त को अपना छाता खोलते हुए देखा या आप कह सकते हैं कि मेरा छाता खोलते समय मैंने अपने दोस्त को देखा जैसे एक वाक्यांश आपको एक अलग व्याख्या देंगे दूसरा उदाहरण जो मैंने आपको दिया वह भी छोटे लड़के और लड़कियों का है चाहे छोटे लड़के आप इसे एक चंक के रूप में मान रहे हैं और फिर लड़कियों या "छोटे" को विशेषण के रूप में जो लड़के और लड़कियों दोनों को योग्य बना रहा है यह भी एक वाक्यात्मक विश्लेषण आपको अस्पष्टता को दूर करने या निर्माण में अस्पष्टता को समझने में मदद करेगा तीसरा तरीका जिसके द्वारा सिंटैक्टिक विश्लेषण सहायक होने वाला है वह है रिकर्सन और रिकर्सन एक पूरक वाक्यांश के उपयोग के साथ वाक्यांशों का स्टैकिंग है या ऐसा कोई पूरक होगा जो आपको कई वाक्यांशों को एक साथ स्टैक करने और जटिल वाक्य बनाने में मदद करता है मैंने आपको जो उदाहरण दिया जॉन सोचता है कि मैरी का मानना है कि पीटर को लगता है कि "सुसान एक अच्छा छात्र है" तो "सुसान एक अच्छा छात्र है" जो वह जानकारी है जिसे शेअर करना चाहिए था और फिर "सुसान एक अच्छा छात्र है" यह जानकारी जिसे इतने सारे वाक्यांशों के बाद ढेर किया जा रहा है जॉन सोचता है मैरी का मानना है और पीटर को लगता है और फिर यह है वो है कि और बस यही कारण है कि पूरा वाक्य एक रिकर्सन का एक उदाहरण है ये तीन चीजें हैं जिनके द्वारा सिंटैक्टिक विश्लेषण सहायक होने वाला है ये सिर्फ तीन चीजें हैं और यह केवल इस सूची तक ही सीमित नहीं है यह सिर्फ इतना है कि चलो मैं आपको कुछ उदाहरण दे रही हूं जहां वाक्यगत विश्लेषण उपयोगी हो सकता है अब देखते हैं कि हम उस विश्लेषण को कैसे करते हैं जो पेड़ के आरेख पर निर्भर करता है जिसे हम आकर्षित करते हैं आज हम बहुत ही सरल ट्री डाइअग्रैम को आरेखित कैसे किया जाए उसकी चर्चा करने जा रहे हैं और वाक्यांश संरचना नियमों के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो वाक्यगत विश्लेषण से संबंधित सबसे बुनियादी या सबसे प्राथमिक चीजें हैं आप सब एक ट्री डाइअग्रैम की कल्पना करने या एक पेड़ की कल्पना करने की कोशिश करें जब आप एक पेड़ के बारे में सोचते हैं तो वास्तव में आपके दिमाग में क्या आता है वहाँ एक ट्रंक है और शाखाएं हैं अगर मैं यहां पेड़ ड्रॉ करती हूं जिसमे मैं वास्तव में बुरी हूं लेकिन मैं सिर्फ अपना हाथ आजमाने जा रही हूं यह मेरे लिए एक पेड़ की तरह दिखना चाहिए सबसे कठोर रूप यहां एक ट्रंक है फिर शाखाएं होंगी फिर पत्ते होंगे तो यह एक पेड़ की तरह है जिसके बारे में आप आमतौर पर सोचते हैं लेकिन सिंटैक्टिक विश्लेषण या सिंटैक्टिक संरचना के मामले में दृश्य प्रतिनिधित्व यह आम तौर पर ट्री डाइअग्रैम के माध्यम से खींचा जाता है तो यह रूट नोड होना चाहिए या यह टॉप नोड होना चाहिए जहां से सभी डॉटर नोड्स उभरे हैं मैं सिस्टर नोड्स और डॉटर नोड्स के बीच के अलग अलग संबंधों के बारे में बात करने जा रही हूं और फिर थोड़ी देर में मदर नोड की लेकिन याद रखें कि इसकी शाखाएं भी होंगी रूट नोड के टॉप पर कुछ होगा और उसके बाद अलग अलग शाखाओं को तराशा जाएगा जब हम किसी भी भाषा में किसी भी वाक्य की वाक्य रचना की संरचना के बारे में सोचते हैं तो हम इसी तरह से कल्पना करते हैं यह केवल अंग्रेजी तक ही सीमित नहीं है हालांकि मैं यहां अंग्रेजी पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही हूं लेकिन आखिरकार यह सिन्टैक्ष या वाक्य रचना का हिस्सा बनने जा रहा है या किसी भी भाषा में किसी भी निर्माण के लिए ट्री डाइअग्रैम खींचा जा सकता है यह सिंटैक्टिक संरचना का एक विसुअल रीप्रेज़न्टैशन बनाने के सबसे सामान्य तरीकों में से एक है जब आप कहते हैं कि मैं एक शिक्षक हूं तो आपको यह पता लगाने में सक्षम होना चाहिए कि आपका दिमाग इस तरह की जानकारी को कैसे संसाधित करता है और हम किन प्रतीकों का उपयोग करते हैं आप इसके बारे में पहले से ही जानते हैं मुझे नहीं लगता कि मुझे वास्तव में यहां पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है आप में से अधिकांश इस पर विचार कर रहे हैं या आप में से कुछ के पास भाषा विज्ञान के परिचय के बारे में कुछ जानकारी हो सकती है लेकिन सिर्फ आपको एक विचार देने के लिए आम तौर पर हम "संज्ञा" के लिए "एन " "सर्वनाम" के लिए "पी" और "अनुच्छेद" के लिए "कला" लिखते हैं फिर हम विभिन्न प्रकार के वाक्यांशों का भी उपयोग करते हैं जिन्हें मैं वापस दोहराने जा रहा हूं उदाहरण के लिए PP एक पूर्वनिर्मित वाक्यांश होगा और NP एक संज्ञा वाक्यांश होगा और VP एक क्रिया वाक्यांश होगा और AdjP या AdvP विशेषण या क्रिया विशेषण वाक्यांश होगा मैं थोड़ी सी CP के बारे में भी बात करूंगा जो कि एक पूरक वाक्यांश है हम इसे एक पूरक वाक्यांश संज्ञा वाक्यांश क्रिया वाक्यांश पूर्वसर्ग वाक्यांश और पूरक वाक्यांश कह सकते हैं जब आप ट्री डाइअग्रैम के बारे में सोचते हैं तो यह सबसे बुनियादी आइटम या बुनियादी यूनिट हैं या मैं इसे बुनियादी प्रतीक या बुनियादी वस्तुएँ कहूँगा अब यहां चिंता यह है कि ट्री डाइअग्रैम कैसे बनाया जाए यह वाक्यात्मक संरचना का एक विसुअल रीप्रेज़न्टैशन बनाने के लिए सबसे आम तरीकों में से एक है और फिर हमें आम तौर पर वाक्य रचना में उपयोग किए जाने वाले इन अन्य प्रतीकों का पता चला तो अब चिंता पेड़ के आरेख की है जिसकी शाखाएं हमारे पास हैं पर आमतौर वे दायीं ओर दिखाए जाते हैं जो ऊपर की बजाय नीचे की तरफ बढ़ने लगते हैं तो यह एक उल्टे पेड़ की तरह है वास्तविक मामले में जड़ नीचे है और शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं लेकिन सिंटैक्टिक पेड़ों के मामले में यहां शाखाओं को दाईं ओर दिखाया गया है जैसे वे ऊपर की बजाय नीचे बढ़ने लगते हैं यह एक दूसरे के विपरीत है एक नियमित पेड़ में जड़ नीचे है शाखाएं ऊपर हैं सिंटैक्टिक ट्री में जड़ उपर की तरफ है जिसकी शाखाएं नीचे बढ़ती हैं जब आप ट्री डाइअग्रैम के बारे में सोच रहे हों तो वह कैसा दिखना चाहिए तो इस मामले में जब आप एक पेड़ खींचते हैं या जब आप किसी पेड़ के बारे में सोचते हैं तो आपको इसे छोटे टुकड़ों या छोटे वाक्यांशों से शुरू करना होगा और एक बार जब आपके पास छोटे वाक्यांश होते हैं तो आपको इसके बारे में सोचना होगा कि इस यूनिट को एक घटक के रूप में रखा जा सकता है और मैं इसे श्रेणी या यूनिट के रूप में रख सकता हूं और सही वाक्य पाने के लिए ये यूनिट को एक साथ रखना होगा मैं आपको कुछ सरल लोगों के कुछ उदाहरण दूंगा जैसे एक सबसे सरल उदाहरण या सबसे सरल वाक्यांश मैं आपको एक एनपी का उदाहरण देती हूं एनपी का मतलब क्या है यह संज्ञा वाक्यांशों के लिए है इसलिए अगर मेरे पास "बच्चा" एक वाक्यांश है तो "बच्चे" को एक एनपी के रूप में माना जा सकता है यह रूट नोड है या यह रूट है और फिर यहां दो शाखाएं हैं इन दो शाखाओं में दो शब्द क्या हैं इसलिए मैं यहां अनुच्छेद और संज्ञा लिखूंगा अनुच्छेद "ध" है और "बच्चा" संज्ञा है तो "बच्चा" एक एनपी है इस तरह इसे "ट्री डाइअग्रैम" कहा जाता है एक ब्रैकेटेड डाइअग्रैम नामक भी कुछ है मैं यहाँ एनपी लिख रही हूँ और मैं ब्रैकेट बनाने जा रही हूँ और चलो हम कहते हैं कि मैं यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट रख रही हूँ क्योंकि यहाँ "ध" अनुच्छेद है और यहाँ N भी है और फिर मैं ब्रैकेट बंद कर रही हूँ यही कारण है कि आपको यह पता लगाने की आवश्यकता है कि ट्री डाइअग्रैम को कैसे आरेखित किया जाए और ब्रैकेट के आरेखों को कैसे आरेखित किया जाए वे दोनों किसी भी भाषा में किसी भी वाक्यांश के वाक्य रचना की संरचना के विसुअल रीप्रेज़न्टैशन हैं इस जानकारी के साथ जब आप इस निर्माण को देखते हैं तो अब हम "बच्चे" की तरह इन "छोटे" "चनक्स" के साथ यह पता लगाने की कोशिश करेंगे जब आप "बच्चे" को कहते हैं तो हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे यह सिर्फ एक वाक्यांश है यह कोई वाक्य नहीं है यह एक वाक्य क्यों नहीं है क्योंकि इसके साथ कोई क्रिया घटक जुड़ा नहीं है तो अगर यह "बच्चा" है तो हमें क्रिया को जोड़ना होगा और जरूरत पड़ने पर हम इसे पूरा वाक्य बनाने के लिए एक और संज्ञा वाक्यांश जोड़ेंगे हमारे पास पहले से ही एक एनपी है फिर हमें एक क्रिया को जोड़ना होगा जो कि वीपी होगा और दूसरा एनपी जिसे पूरक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा या आप इसे ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग किया जानेवाला भी कह सकते है इसलिए यहां मैं एक छोटा पेड़ बनाऊंगी या मैं बहुत सरल निर्माण पर विचार करूंगी यह देखते हुए कि हमारे पास पहले से ही "बच्चा" है तो पेड़ का चित्र जो मैं इस वाक्यांश के साथ तैयार करने जा रहा हूं वह है "बच्चे ने एक बिल्ली को देखा" क्या यह एक वाक्य है हाँ यह एक पूर्ण वाक्य है यह व्याकरणिक रूप से सही है ये स्वीकार्य है "बच्चा" विषय है "देखा" क्रिया है और "बिल्ली" एक वस्तु है इस मामले में बच्चे ने एक बिल्ली को देखा आइए हम देखें कि ट्री डाइअग्रैम के माध्यम से वाक्य रचना कैसे तैयार की जाएगी क्योंकि मैं यहां ट्री डाइअग्रैम पर ध्यान केंद्रित करूंगी यह ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ समय पहले ही कहा था यह वाक्यात्मक संरचनाओं या ट्री डाइअग्रैम की कल्पना करने का याही सबसे आम तरीका है आइए जानें कि पेड़ को कैसे आरेखा जाता है मैं इसे इस तरह आरेखूँगा मैं यहाँ एस लिखूंगा एस वाक्य क प्रतीक है यहाँ वाक्य क्या है इसे टॉप डाउन मॉडल कहा जाता है मैं इसे बाटम अप अप्रोच से नहीं आरेखूँगा बल्कि मैं इसे टॉप डाउन के मॉडल से आरेखूँगा तो हमारे पास एस एस अपने सब्जेक्ट के लिए है और इसकी दो शाखाएँ होंगी एक शाखा एनपी है दूसरी शाखा वीपी है यहाँ देखे "बच्चा बिल्ली को देख रहा है" यहाँ "बच्चा" एनपी है और "बिल्ली को देख रहा है" एक क्रिया वाक्यांश है और उस वीपी के भीतर मेरे पास एक वी है और मेरे पास एक एनपी है और दूसरे एनपी में एक अनुच्छेद होगा जैसा कि हमने अभी देखा क्योंकि बच्चा एक अनिश्चितकालीन अनुच्छेद है और फिर यहां एक एन होगा ऐसा ही कुछ इस एनपी के साथ भी एक अनुच्छेद होगा और फिर हमारे पास एन होगा अब देखते हैं कि हम इसे कैसे लिखने जा रहे हैं जैसे कि हम अपने पास मौजूद लेक्सिकल वस्तुओं को कैसे जोड़ते हैं यह संरचना है यह स्केलिटन है और अब इस संरचना के तैयार हो जाने के बाद हम क्या करने वाले हैं हमें लेक्सिकल आइटम फिट करने की आवश्यकता है तो चलिए फिर से वाक्य पढ़ते हैं और याद रखें कि ट्री डाइअग्रैम को हमेशा बाएं से दाएं पढ़ा जाना चाहिए किसी दूसरे तरीके से नहीं यह हमेशा बाएं से दाएं होगा तो पहले वाला क्या है बच्चे ने एक बिल्ली को देखा यह कैसे दिखना चाहिए जो एक बहुत ही सरल निर्माण की एक वाक्य रचना की एक ट्री डाइअग्रैम है बच्चे ने एक बिल्ली को देखा यहां हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि हमें इसे इस तरह से आरेखनी की आवश्यकता क्यों है हमारे पास जो घटक हैं उनके कारण हमें इसे इस तरह से आरेखना होगा घटक क्या है यूनिट या शब्द जिन्हें एक यूनिट के अंतर्गत जोड़ा जा सकता है इसलिए जब आप एक लेक्सिकल आइटम के रूप में कहते हैं तो एक लेक्सिकल आइटम के रूप में "बच्चे" आप वास्तव में उन्हें एक साथ रख सकते हैं तो आप बच्चे को कह सकते हैं लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि बच्चे ने देखा नहीं आप नहीं कर सकते यह सहज रूप से यह अच्छा नहीं लगता "बालक" एक अलग वाक्यांश में होना चाहिए और "देखना" एक अलग वाक्यांश में होना चाहिए आप बस उन्हें एक साथ नहीं रख सकते इसीलिए "बच्चा" एक घटक है यह एक यूनिट है और हम इसे एक साथ रख रहे हैं एक बिल्ली जो दो शाब्दिक आइटम हैं एक इकाई और हम एनपी के सिर के नीचे रख रहे हैं तो बच्चे और बिल्ली इन के साथ शुरू होने वाले घटक हैं तब हम कह सकते हैं कि देखा और एक बिल्ली वे भी घटक हैं क्योंकि एक बिल्ली को देखा "बिल्ली" एक यूनिट और "देखना" एक यूनिट है उन्हें घटक के रूप में भी माना जा सकता है लेकिन "देखना" नहीं हो सकता "बिल्ली" को एक इकाई या घटक के रूप में मान सकते है यह "देखना" घटक हो सकता है लेकिन एक के रूप में एक शाब्दिक आइटम नहीं हो सकता है आम तौर पर अन्य घटक के पहचान नियम होते हैं लेकिन मैं बुनियादी या परिचय स्तर की भाषाविज्ञान को ध्यान में रखते हुए यहां मैं विस्तार में नहीं जा रही हूं अगर यह एक वाक्यविन्यास पाठ्यक्रम होता तो मैं इसमें गहराई तक जाते लेकिन याद रखें कि अधिकांश मामलों में आपके अंतर्ज्ञान मायने रखता है जब आप घटक खोजने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तब वहाँ अन्य नियम भी हैं यदि समय अनुमति देता है तो मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी लेकिन अन्यथा यह एक अलग पाठ्यक्रम है अब मामला यह है कि हम ये कर सकते हैं और हमें पता चला कि ये इकाइयाँ हैं जिन्हें एक साथ बुना जा सकता है या जिन्हें बड़ी इकाइयों या बड़े वाक्यों को बनाने के लिए एक साथ रखा जा सकता है और हमारे पास इस तरह की एक संरचना है उसके ऊपर हमारे पास एस है इसलिए यह शुरुआत है यह एक पदानुक्रमित संगठन है जिसका चित्रण एक पेड़ के चित्र के माध्यम से किया गया है और यहाँ टॉप नोड क्या है इन्हें नोड्स कहा जाता है याद रखें S एक नोड है NP एक नोड है VP एक नोड है आर्ट एक नोड है तो ये नोड्स हैं यह रूट नोड के साथ शुरू होता है जो वाक्य है और अंत में यह नीचे की तरफ बढ़ा या यह नीचे बढ़ता गया है S NP VP के पास जाता है NP आर्ट और N के पास जाता है VP V और NP के पास जाता है और NP आर्ट और N के पास जाता है तो बच्चे ने एक बिल्ली को देखा यह एक क्षण के लिए बहुत सरल लगता है लेकिन तब सभी वाक्य इस सरल नहीं हैं जब हम उन्हें प्रवचन में उपयोग करते हैं हमारे प्रवचन की एक अलग तरह की व्याख्या है हम कई जटिल और मिश्रित वाक्यों का उपयोग करते हैं इसलिए कभी कभी ट्री डाइअग्रैम खींचना इतना आसान नहीं होता है और जब बात आपकी पहली भाषा या आपकी मातृभाषा की हो तो यह और भी जटिल हो सकती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ट्री डाइअग्रैम नहीं खींचा जा सकता है यह बहुत अधिक खींचा जा सकता है लेकिन तब यह इतना सरल नहीं हो सकता जितना आप इसे यहाँ देखते हैं अब मैं आपको कुछ विचार दूंगा कि हम कैसे जा रहे हैं या क्या नियम हैं और हमें इसे लिखने की आवश्यकता क्यों है क्योंकि एसपी एनपी वीपी को जाता है यह एस और पीपी और एनपी को क्यों नहीं दिया जा सकता है हम इसे कैसे पहचान सकते हैं या हमें कैसे पता चलता है कि एक निश्चित नियम है कि आप ट्री को कैसे आरेखित करेंगे और सबसे बुनियादी नियम वाक्यांश संरचना नियम होंगे यह वाक्यांश संरचना नियमों और शाब्दिक नियमों के बारे में है लेक्सिकल नियम वह होगा जो लेक्सिकल आइटम के साथ दिखाई दे जब आप जॉन कहते हैं तो शाब्दिक रूप से वे संगत नहीं होते हैं लेक्सिकल आइटम "ए" है जो एक अनुच्छेद है एक उचित संज्ञा "जॉन" के साथ नहीं हो सकती लेक्सिकल नियम के साथ भी ऐसा ही है इसलिए मैं यही लिखूंगी ये शाब्दिक नियमों का उल्लंघन हैं यह एक महत्वपूर्ण पहलू है कृपया इसे याद रखें यह उल्लंघन क्यों है क्योंकि कुछ नियम हैं जो किस के साथ होने चाहिए जब आप कहते हैं कि "एक बच्चा" तो वह ठीक है इसलिए शाब्दिक रूप से "एक" सामान्य संज्ञा वाले "बच्चे" के साथ संगत है लेकिन जब आप "एक जॉन" कहते हैं तो यह गलत है क्योंकि वे एक दूसरे के साथ संगत नहीं हैं तो यह ऐसे काम करता है ट्री को खींचने के लिए आपको वाक्यांश संरचना वाले और लेक्सिकल दोनों नियम की आवश्यकता होती है और जब आप ट्री को खींचते हैं तो आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि यह हमेशा शब्द क्रम पैरामीटर का पालन करना चाहिए जो उसके पास है जब मैं वर्ड ऑर्डर पैरामीटर कहता हूं तो आपको याद रखने की जरूरत है कि सभी भाषाएं एक ही वर्ड ऑर्डर का पालन नहीं करती हैं जब अंग्रेजी होती है तो मैं चावल खाता हूं वह S V और O है जब मैंने टाइपोलॉजी के बारे में बात की थी तो मैंने पहले ही इस पर चर्चा की थी या हम यहाँ ये कहें कि मैंने चावल खाया हिंदी जैसी दक्षिण एशियाई भाषा के मामले में यह मैंने चवल खाया होना चाहिए यह विषय है यह वस्तु है यह क्रिया है और जब आप ट्री को आरिखते हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि इस शब्द क्रम डिफरेंस पर ध्यान दिया जाना चाहिए अब देखते हैं कि ट्री को कैसे आरिखना है यदि हम उसी शब्द क्रम का अनुसरण करते हैं जो हमारे पास है तो हम ए आइ नहीं कह सकते हैं लेकिन आप एक बच्चा कह सकते हैं या आप बच्चे कह सकते हैं लेकिन आप आइ नहीं कह सकते या आप ए आइ नहीं कह सकते इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं तो अब वाक्यांश संरचना और शाब्दिक नियमों के इन संयोजनों के साथ आइए देखें कि शब्द आदेश कैसे तय करते हैं कि ट्री को कैसे आरिखना है यहां अंग्रेजी का ट्री और हिंदी का ट्री है अगर हम पीएस नियमों से चलते हैं तो मैंने चावल खाया और एक वाक्य है और इस वाक्य एस को एनपी वीपी को जाना चाहिए यह एनपी है और यह वीपी है फिर वीपी कहाँ जाता है यह वी हो सकता है इसमें वी और एनपी होगा फिर यह एक पीपी क्रिया हो सकती है हमारे पास कुछ नहीं है तो हमारे यहां एक वी होगा और हमारे यहां एक एनपी होगा यह एनपी क्या है यह एनपी एक सर्वनाम है यह मैं है यह खाया है और यह चावल है अब अगर हम हिंदी के लिए समान पैटर्न का पालन करते हैं तो यह काम नहीं करेगा हालाँकि हिंदी में एक लचीला शब्द क्रम है लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से यह S O V है यह अंग्रेजी के लिए S V O है लेकिन हिंदी के लिए हमें शाखाओं को थोड़ा बदलना होगा मुख्य संरचना समान रहेगी आपको बस शाखाओं के किनारे को पलटना होगा तो हिंदी के लिए यह एनपी वीपी है और यहाँ वीपी क्या होना चाहिए चावल खाया यहाँ खाया चावल नहीं हो सकता मैंने खाया चावल एक अलग बात है जैसे कि अन्य तर्क हैं कि मैंने खाया चावल जैसे निर्माण हमें कैसे मिलते हैं फोकस और विषय निर्देश के अनुसार हम उस विवरण में नहीं जा रहे हैं लेकिन जरा याद करें कि अंग्रेजी वाक्य का हिंदी प्रतिरूप मैंने चावल खाया का मैंने चावल खाया है इसलिए इस मामले में यदि मैं बाईं ओर V और V लिखता हूं और दाईं ओर NP लिखा है तो शब्द क्रम सही साबित नहीं होता है फिर हमें कैसे लिखना चाहिए हमें सिर्फ साइड फ्लिप करना है तो मैं एनपी और वी लिखूंगा यह अभी भी वीपी एनपी और वी के होते हैं लेकिन सिर्फ शब्द क्रम बदल रहा है तो इस मामले में यह "मैंने" होगा यह "चवाल" होना चाहिए और यह "खाया" होना चाहिए आपके लिए मेरा सुझाव अपनी भाषा के बहुत ही सरल निर्माणों के ट्री डाइअग्रैम को आरेखित करने का होगा इसलिए जो हमने समझा था कुछ वाक्य हैं जो हम सिन्टैक्स में उपयोग करते हैं और इन प्रतीकों का उपयोग करके हमें यह पहचानने की आवश्यकता है कि हमें शाब्दिक वस्तुओं को कैसे फिट करने की आवश्यकता है और शाब्दिक आइटम भी कुछ नियमों का पालन करते हैं ये नियम क्या हैं ये उदाहरण के लिए हैं अनुच्छेद सर्वनाम के साथ नहीं हैं अनुच्छेद भी उचित संज्ञा के साथ नहीं जाते हैं ये कुछ लेक्सिकल नियम हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है शब्द क्रम भी कोनसी लेक्सिकल आइटम पहले आनी चाहिए और कोनसी बाद में होनी चाहिए उदाहरण के लिए अंग्रेजी के मामले में आप कह सकते हैं कि लड़के ने कुत्ते का पीछा किया लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि लड़के ने कुत्ते का पीछा किया यह काम नहीं करता है लेकिन यह हिंदी या ओडिया या बांग्ला जैसी दक्षिण एशियाई भाषा के लिए काम कर सकता है ऐसा ही मामला है कि आपको कुछ लेक्सिकल आइटम को नहीं छोड़ना चाहिए जब आप कहते हैं कि बच्चे ने कुत्ते का पीछा किया तो आप यह नहीं कह सकते कि बच्चा या बच्चे ने कुत्तों का पीछा किया शायद हाँ कह सकते है लेकिन आप यह नहीं कह सकते चलो हम "बच्चों" कहते है बच्चों ने कुत्तों का पीछा किया यह संभव नहीं है लेक्सिकल आइटम बच्चे बहुवचन हैं इसलिए यह एक शाब्दिक आइटम के साथ नहीं जाता है जो कि एक है जिसमें सिंगग्यलर रीप्रेज़न्टैशन या एकवचन व्याख्या है बच्चों के साथ संगत नहीं है कुत्तों के साथ संगत नहीं है क्योंकि यह चीज़ें एकवचन और बहुवचन प्रकृति का उल्लंघन है और इन नियमों को आमतौर पर सार्वभौमिक माना जाता है और वे दुनिया की अधिकांश भाषाओं के लिए सही हैं हालाकी सभी नहीं बस यह जांचें कि आपकी अपनी भाषा के लिए शाब्दिक नियम क्या हैं और फिर वाक्यांश संरचना नियमों का संयोजन और वे शाब्दिक नियम जो एक साथ आ सकते हैं वे कुछ संरचनाओं के वाक्यात्मक विश्लेषण के लिए ट्री डाइअग्रैम बनाने या बनाने के लिए एक साथ फिट हो सकते हैं इसलिए इसके साथ हम देखेंगे कि सिंटैक्टिक विश्लेषण क्या कर सकते हैं